छात्रों का स्वागत है हम आज आखिरी व्याख्यान के लिए बैठक कर रहे हैं और इस व्याख्यान में इस वर्ग में मैं आपके साथ बैंक की वित्त में से एक है और बैंक वित्त के अलावा कई अन्य स्रोत भी हैं 7 8 अन्य स्रोत भी जो मैं आपसे विस्तार से नहीं बल्कि संक्षेप में बात करूंगा और विस्तृत संदर्भ के लिए आप उस पुस्तक से परामर्श कर सकते हैं जो कि ऋषिकेश भट्टाचार्य प्रेंटिस प्रकाशन द्वारा वर्किंग कैपिटल आवश्यकताओं के वित्तपोषण के 3 स्रोत हैं यह सहज स्रोत के बारे में बात करते हैं और सकल वर्किंग कैपिटल का परिमाण क्या होना चाहिए और फिर इन मौजूदा परिसंपत्तियों जिसके बारे में हमने चर्चा की है वह है बैंक वित्त और अन्य जिन पर हम संक्षेप में चर्चा करने जा रहे हैं और फिर एक नेटवर्किंग कैपिटल

सबसे पहले वित्त के पहले और लगभग मुक्त स्रोत से वित्त पोषित किया जाएगा जो देय खातों से मिलते हैं और फिर खातों को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद शेष आवश्यकता जो है देय मूल रूप से लंबी अवधि के स्रोतों से आने वाले फंड हैं अब यहाँ मैं छोटी स्थिति लूंगा जहाँ हम इस बारे में बात करेंगे कि हम कैसे खातों को देय की मदद से वे शो चला सकते हैं और यहां हम एक स्थिति मान रहे हैं कि उदाहरण के लिए एक फर्म है जो कहती है कि प्रति माह 1000 रुपये के क्रेडिट पर खरीदता है और 3 महीने की क्रेडिट अवधि पर जब हम आज खरीदते हैं तो कुछ कच्चा माल खरीदते हैं हम इसे क्रेडिट पर खरीदते हैं अवधि इसलिए सप्लायर्स से फर्म को बेचना 3 महीने के लिए क्रेडिट अवधि है इसलिए हर महीने हम कितना खरीद रहे हैं हम प्रत्येक अधिकार के लिए 1000 खरीद रहे हैं इसलिए हम पहले महीने में खरीद रहे हैं हम 1000 के लिए खरीद रहे हैं दूसरे महीने में हम 1000 के लिए खरीद रहे हैं और तीसरे महीने में हम 1000 के लिए खरीद रहे हैं इसलिए 3 महीने के बाद फर्म 3000 की कुल खरीद पर कितना बैलेंस होगा अब क्रेडिट अवधि कितनी है जो कि 90 दिनों की है इसलिए 90 दिनों के बाद फर्म द्वारा कितना भुगतान किया जाएगा यह पहला 1000 रुपये जो चौथे महीने की शुरुआत में है इसका मतलब है कि उन्होंने 1000 रुपये में खरीदा है पहले महीने में दूसरे महीने के लिए 1000 तीसरे महीने के लिए 1000 और क्रेडिट अवधि 3 महीने के लिए होती है खरीद के पहले महीने के लिए 3 महीने की खरीद के दूसरे महीने के लिए और 3 महीने की खरीद के अधिकार के तीसरे महीने के लिए इसलिए खरीद का पहला महीना चौथे महीने की शुरुआत में आपूर्तिकर्ता को भुगतान किए जाने के कारण बन जाएगा दूसरी तरफ फर्म बहुत कुशल है और यह एक बहुत ही कहना है कि आप इसे बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति या बाजार में बहुत मजबूत स्थिति के रूप में कह सकते हैं इसलिए इस मामले में हम यहां जो कर रहे हैं वह है कि वे बाजार में अपने उत्पाद को बेच रहे हैं 1000 रुपये फिर से 1000 रुपये फिर से लेकिन केवल 1 महीने की क्रेडिट अवधि पर 3 महीने के लिए नहीं उन्हें 3 महीने के लिए क्रेडिट मिल रहा है और वे क्रेडिट पर बाजार में अपना उत्पादन बेच रहे हैं लेकिन 1 महीने की क्रेडिट अवधि पर तो इसका मतलब है कि पहले महीने का उत्पादन खत्म माल में परिवर्तित हो जाएगा और 1 महीने की क्रेडिट अवधि में बाजार में जाएगा तो इसका मतलब है कि 3 महीने बाद क्या होगा यह बैलेंस शीट इस तरह से निकलेगी आपके पास 3 महीने के अंत में कुल व्यापार क्रेडिट है जो 3000 रुपये है यहां कुल राशि 3000 रुपये होगी और इस पक्ष में भी हमारे पास कुल संपत्ति होगी जो कि 3000 रुपये है तो इसका मतलब है कि यह देनदारियां हैं जो हमने 3000 बनाई हैं और कुल संपत्ति भी 3000 रुपये के लिए है और हम दूसरे महीने की शुरुआत में पहले महीने की बिक्री की वसूली कर रहे हैं इसलिए इस दूसरे महीने में हमारे पास एक नकदी उपलब्ध है तो दूसरे महीने की बिक्री वहां होती है जो हम बना रहे हैं जो तीसरे महीने में आएगी इसलिए हमारे पास वह खाते प्राप्य हैं और फिर तीसरे महीने की खरीदारी अभी भी इन्वेंट्री में हमारे साथ है इसलिए हमारे पास 3 एसेट्स हैं जिन्हें हमने इन्वेंट्री को केवल 1000 रुपये और उस 1000 रुपये का कितना भुगतान किया जाना है नकदी हमारे पास सही है उसके बाद इस खाते को प्राप्य नकद में परिवर्तित किया जाएगा तो पांचवें महीने में यह खाते प्राप्य से किसी भी राशि का सहारा लिए बिना फर्म पूरे शो को इस तरह सहज वित्त के साथ चला रहा है कि बैंक से उधार लेने या उनके अन्य स्रोतों से एक पैसा भी निवेश किए बिना तो यह किया जा सकता है इसलिए यदि इस स्थिति में यह स्थिति आपके पास होगी कि नेटवर्किंग कैपिटल के बराबर हैं यहां अगर आप तीसरे महीने के अंत में अपनी करंट लायबिलिटीज 0 है तो इसका मतलब है कि आप यह नहीं कह सकते कि यह संभव नहीं हो सकता है यह संभव हो सकता है बशर्ते फर्म बहुत मजबूत स्थिति शक्तिशाली स्थिति हो बाजार में और उनके पास या वे एक स्थिति बना सकते हैं जहां वे 3 महीने की क्रेडिट अवधि पर खरीद रहे हैं और वे 1 महीने की क्रेडिट अवधि पर बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि केवल एक सहज वित्त के साथ अल्पकालिक का सहारा लिए बिना वे पूरे व्यवसाय पर ले जा रहे हैं फिर हम अन्य स्रोतों के बारे में बात करते हैं जो सहज वित्त का प्रबंधन कैसे करें और हम ट्रेड क्रेडिट का अधिकतम उपयोग कैसे कर सकते हैं सहज वित्त इसी तरह हम बात करते हैं कि अगली बात यह है कि ये मूल रूप से व्यय क्रेडिट की तरह हैं और यहां आप देख रहे हैं कि हमारे पास बैंक वित्त सहित लगभग 9 स्रोत हैं इसलिए बैंक वित्त मैंने आपसे मेरी पिछली कक्षा में लंबाई में बात की है इसलिए मैं इस वर्ग में बैंक वित्त पर चर्चा नहीं करूंगा अन्य बैंक वित्त तब अल्पावधि वित्त तब अधिकार डिबेंचर की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे तो आइए इन अन्य स्रोतों के बारे में संक्षेप में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्रोत क्या हैं पहली बात यह है कि हमारे पास कई वित्तीय संस्थानों जैसे कि जीवन बीमा कंपनियों सामान्य बीमा कंपनियों म्यूचुअल फंड देते हैं पहले यह 1991 से पहले या विशेष रूप से 96 97 की मौद्रिक नीति से पहले संभव नहीं था प्रति संस्थाएँ विनिर्माण क्षेत्र की फर्मों की अल्पकालिक आवश्यकताओं में निवेश करने की अनुमति नहीं देती थीं और इसके लिए इन और ये संस्थान जो आप कह सकते हैं कि कुछ का विस्तार है कि वे निवेश वित्त संस्थान हैं जो अतीत में दीर्घकालिक वित्त प्रदान कर सकते हैं और ये संस्थान जो आप कह सकते हैं कि कुछ का विस्तार है कि वे निवेश वित्त संस्थान हैं जो अतीत में दीर्घकालिक वित्त प्राप्त करना चाहते हैं फिर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार के अन्य महत्वपूर्ण विभागों के सामने कुछ शर्तें रखी गई हैं तो ये स्थितियां क्या हैं इन शर्तों को वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने से पहले पूरा करना होगा और विनिर्माण क्षेत्र ये संस्थान किसी भी प्रकार की सुरक्षा या निर्माण क्षेत्र की फर्मों से किसी भी प्रकार की जमानत के लिए केवल एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट पर नहीं मांग सकते हैं जो डीपी नोट ये संस्थान किसी भी प्रकार की सुरक्षा या निर्माण क्षेत्र की फर्मों से किसी भी प्रकार की जमानत के लिए केवल एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट को प्रदान किया जा सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कहते हैं कि उधार देने वाली संस्थाएं या ये वित्तीय संस्थान फर्म का गहन विश्लेषण कर सकते हैं और वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह फर्म एक अच्छी तरह से कार्य करने वाली संस्था है केवल 1 वर्ष के लिए ऋण 1 वर्ष के 2 क्रमिक शब्दों द्वारा ऋण की अधिकतम अवधि केवल एक वर्ष हो सकती है और इसका लाभ किसी भी संगठन किसी भी फर्म द्वारा अधिकतम 3 बार लिया जा सकता है इसलिए उन्हें यह आरक्षित रखना चाहिए कि जब धन सहज स्रोतों से या बैंकों से उपलब्ध न हो तब वे इस स्रोत का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं और वे कह सकते हैं कि बैंकों के अलावा वित्तीय संस्थानों से कुछ वित्तीय मदद मिल सकती है ऋण चुकाने के बाद कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए यह संभव नहीं हो सकता है कि आप इस वर्ष के लिए उधार लें आप पैसे वापस कर दें और फिर अगले साल फिर से आप 2 उधारों के बीच उधार लेते हैं 6 महीने का अंतर होना चाहिए ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि के साथ त्रैमासिक विश्राम के साथ निर्धारित दरों पर लगाया जाता है और ये वित्तीय संस्थान विनिर्माण क्षेत्र की फर्मों को दे सकते हैं जो ब्याज दर में 1 तक है यदि वे 12 शुल्क ले रहे हैं तो वे 11 ब्याज ले सकते हैं यदि कहो उधारकर्ता शीघ्र भुगतान करने वाला है यदि वे नियत तारीख पर या नियत तारीख से कुछ समय पहले भुगतान कर रहे हैं तो इन वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्माण फर्मों को वित्तीय रूप से बहुत अनुशासन बहुत जिम्मेदार होने और समय पर या कभी कभी समय से पहले भुगतान करने के लिए कुछ रियायतें दी जा सकती हैं फिर हम अगले स्रोत के बारे में बात करते हैं जो कुछ सीमित विस्तार फर्मों के लिए अल्पकालिक का सहारा ले सकती हैं और वे मौजूदा शेयरधारकों होगा या उन डिबेंचर को फर्म द्वारा भुनाया जाएगा और फंड वापस किया जाएगा तो इसमें फिर से RBI द्वारा कुछ शर्तें रखी गई हैं और इस मामले में ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जो इस तरह के मुद्दों की कुल राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो कि वर्तमान कुल संपत्ति का 20 जो भी कम है इसलिए इन 2 में से जो भी कम हो शेयर पूंजी 1 1 से अधिक नहीं होना चाहिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिबंध है क्योंकि आम तौर पर विनिर्माण क्षेत्र की फर्मों में 2 1 का ऋण इक्विटी अनुपात बहुत सख्त हो जाएगा और वर्तमान मुद्दे सहित निश्चित रूप से 1 1 होना चाहिए इस तरह की डिबेंचर को पहले भारतीय आवासीय धारकों को PRO RATA आधार पर जारी करना होगा किसी भी कंपनी में 2 तरह के शेयरधारक भारतीय शेयरधारक और विदेशी शेयरधारक हो सकते हैं लेकिन अगर इन डिबेंचर जारी किया जा सकता है फिर हम अगले स्रोत पर जाते हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण स्रोत भारत में उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन अमेरिका यूरोप जैसे अन्य देशों में इसका बहुत उपयोग किया जाता है यह अन्य देशों में बहुत लोकप्रिय स्रोत है लेकिन भारत में बैंक वित्त की आसान उपलब्धता के कारण इस विशेष स्रोत का वांछित सीमा तक उपयोग नहीं किया जाता है तो एक फैक्टर किस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं और निर्माण क्षेत्र की फर्में धन के इस विशेष स्रोत का उपयोग कैसे कर सकती हैं मैंने कभी कभी उन फैक्टर को पारित कर सकते हैं और फैक्टर एक वित्तीय संस्था है जो प्रबंधन और विविध देनदार के वित्तपोषण से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है और कहते हैं कि इस तरह की सेवा को फैक्टरिंग के रूप में जाना जाता है जो आपके विविध कर्जदारों की देखभाल कर रहे हैं जो क्रेडिट बिक्री के बन्दे को संभाल रहे हैं जो विविध कर्जदारों की देखभाल कर रहे हैं और जो फर्मों को क्रेडिट पर बेच रहे हैं जबकि वे आवश्यकता पर फर्मों को वित्तपोषण कर रहे हैं क्योंकि जब फर्म क्रेडिट पर बेच रही है तो इसका मतलब है कि हमें कुछ स्रोत से कुछ धन की आवश्यकता है और फैक्टर उस धन को प्रदान करते हैं जिसे आप क्रेडिट पर बेचते हैं हम आपकी आवश्यकता को पुनर्वित्त करेंगे इसलिए जब तक खरीदार फर्म को वापस भुगतान करता है तब तक फैक्टर उस राशि के लिए ब्याज का भुगतान करेंगे जो उधार दे रही है इसलिए फैक्टरिंग की मुख्य विशेषताएं यहां हैं जैसे फैक्टर में विभाजित करता है उन क्रेडिट बिक्री के फैक्टर की एक श्रेणी जो बहुत अच्छे खाते हैं जो अत्यधिक क्रेडिट योग्य खाते हैं इस बात का भी कोई संदेह नहीं है कि नियत तारीख पर फर्म या खरीदार भुगतान नहीं करेगा या बेचने वाली फर्म को कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे कि उस तरह की बात न हो वहाँ इन खरीदारों को बहुत अच्छी विश्वसनीयता मिल रही है वे बहुत मजबूत हैं वे बहुत शक्तिशाली खरीदार हैं तो इसका मतलब यह है कि यह एक ए श्रेणी है और सी श्रेणी एक बार है जो शाब्दिक रूप से संदिग्ध हैं हमने उन्हें क्रेडिट पर बेच दिया है या क्या वे हमें नियत तारीख पर या किसी भी मामले में भुगतान करेंगे या नहीं क्या वे हमें वापस भुगतान करेंगे नियत तारीख वह बात संदिग्ध है और बीच में खरीदारों की बी श्रेणी है जो मध्यम रूप से मजबूत भरोसेमंद हैं और विश्वसनीयता सही है तो क्या होता है बिल की एक श्रेणी बेचने वाली फर्म या विनिर्माण फर्म कारक के साथ छूट नहीं चाहती है क्योंकि यह महंगा हो जाता है बिल फैक्टर के फंड की सुरक्षा मामूली है स्वीकार्य अधिकार इसलिए श्रेणीकरण एसे बिक्री फर्म द्वारा छूट मिलती है फिर नियत तारीख पर खरीदार को फर्म को भुगतान नहीं करना पड़ता है क्योंकि फर्म को पहले ही फैक्टर के साथ भुगतान को निपटाना होगा इस मामले में उदाहरण के लिए खरीदार चूक करता है वह भुगतान नहीं करता है या वह भुगतान में देरी करता है या अंत में यह कह सकता है कि वह भुगतान नहीं करेगा या भुगतान नहीं करेगा और वह ऋण या उस क्रेडिट बिक्री में बदल जाएगा बुरा ऋण इसलिए यदि फैक्टरिंग बिना रीकोर्स बिना बिल वाले रिटर्न को वापस नहीं कर सकता है और वे इसे वापस बेचने वाली फर्म को नहीं लौटा सकते लेकिन अगर यह पुनरावृत्ति के साथ है तो नियत तारीख पर फैक्टर उन्हें फिर से बिक्री फर्म को भेज दिए जाते हैं और बेचने वाली फर्म को खरीदार से प्राप्त करना होता है और वैसे भी उन्हें बेचने वाली फर्म को निपटाना पड़ता है और फैक्टर को भुगतान नहीं करता है तो हमें विक्रय फर्म को भुगतान करना होगा अन्यथा हमें बिक्री फर्म के साथ संबंध हमेशा के लिए खराब करने होंगे बिल संग्रह विभाग का कोई रखरखाव नहीं एक बार जब हम फैक्टर यदि कोई हो वे बिक्री फर्मों के खातों में धनराशि स्थानांतरित करते हैं बैंकों द्वारा क्रेडिट लाइन पर ब्याज प्रभार से थोड़ा अधिक ब्याज फैक्टर मिलती है क्योंकि यद्यपि फैक्टरिंग भारत में मंदी के साथ है लेकिन फैक्टर खरीदार से धन एकत्र करता है और फिर उनके कमीशन और प्रशासनिक शुल्क से अधिक ब्याज काटता है यदि कोई शेष बचता है तो वे इसे विक्रेता को वापस भेजते हैं बिल के अंकित मूल्य के 1 से 2 की दर से कमीशन करते हैं फैक्टर नहीं है और जो बहुत कम कहते हैं कि आप इसे बाजार में बहुत अच्छी वित्तीय स्थिति नहीं होने के रूप में कह सकते हैं जो बैंकों के लिए अनिच्छुक हैं धनराशि उधार दें कहने के अलावा इस छूट या क्रेडिट बिक्री बिलों में कुछ अन्य सेवाएं हैं जो फैक्टर हैं इसलिए मैं विनिर्माण क्षेत्र की फर्मों के लिए अन्य चीजों पर ध्यान दे रहा हूं जो फर्मों के लिए हैं जो फैक्टर हैं यहां आप स्वयं के माध्यम से जा सकते हैं अन्य सेवाओं के लिए वे क्रेडिट बिक्री के बिल की छूट के अलावा क्रेडिट बिक्री बिलों की देखभाल करते हैं वे फर्मों को क्रेडिट जानकारी और अन्य सलाहकार सेवाओं के लिए मदद करते हैं किसको क्रेडिट पर बेचना है और किसको क्रेडिट पर नहीं बेचना है इस तरह की सेवा भी फैक्टर प्रशासनिक शुल्क और तीसरा वह ब्याज है जो वे फंड उधार देने पर वसूलते हैं ऋण में छूट बिक्री के बिल और बेचने वाली कंपनियों को धन उधार दे भारत में फैक्टर बैंकों द्वारा लीड लिया गया है और उनका कहना है कि फैक्टरिंग सेवाओं की स्थापना करें इसलिए भारत में बैंक वित्त आसानी से उपलब्ध है इसलिए बैंक वित्त की आसान उपलब्धता के कारण फैक्टरिंग बहुत लोकप्रिय स्रोत नहीं बन पाया है फिर हम अगले स्रोत के बारे में बात करते हैं एक forfaiting है forfaiting फैक्टरिंग आयात निर्यात प्रक्रिया के मामले में कार्य करेगा यदि भारत में कोई भी फर्म जो किसी विशेष उत्पाद का निर्माण कर रही है और उनका पूरा उत्पादन वे बाहर निर्यात कर रहे हैं या शायद उत्पादन का कुछ हिस्सा वे बाहर निर्यात कर रहे हैं और जब वे क्रेडिट पर निर्यात कर रहे होते हैं तो उन्हें दूसरे देश में खरीदार की वित्तीय साख नहीं पता होती है इसलिए इस मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने बिलों की बिक्री पर जो भी बिक्री कर रहे हैं उसका भुगतान खरीदार द्वारा वापस किया जाएगा वे भारत में निर्यातक द्वारा की गई बिक्री के बाद forfaiters forfaiters की मदद ले सकते हैं वे forfaiter से बिक्री बिल मुठभेड़ मिल जाएगा और यह अपने स्वयं के देश में खरीदार से बिल जमा करने की जिम्मेदारी है इसलिए forfaiting फैक्टरिंग उपलब्ध है ये सभी शर्तें जो मैंने यहां रखी हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं और फिर आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है कि यदि आप इसे विस्तार से जानना चाहते हैं इसमें एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल है जो मैंने दी है कि कौन सी प्रक्रिया शामिल है कि हम कैसे फोरफ़ाइटरों की मदद ले सकते हैं और कैसे निर्यातक उनका उपयोग कर सकते हैं कि किस तरह के शुल्क का भुगतान किया जा सकता है इसलिए निर्यातकों से फॉरेफिटर को बेचूंगा और बाद में मुझे आपसे बिल का सामना करना पड़ेगा और किसी भी कारण से समझौते के बाद भी यह लेन देन आपके निर्यातक से मेल नहीं खाता है तब भी निर्यातक को फ़र्मिटर को प्रतिबद्धता शुल्क भी इस प्रक्रिया में शामिल तो भारत में एक्जिम बैंक भी कई अन्य सेवाएं देते हैं और ये सेवाएं लगभग एक ही क्रेडिट जानकारी हैं जो ग्राहकों को आर्थिक रुझानों उद्योग पर भौतिक नीति के निहितार्थ वैश्विक परिदृश्य कार्य भार विश्लेषण मशीनरी प्रतिस्थापन प्रौद्योगिकी पहचान और आयात पर सलाह देने में मदद करती हैं इसलिए इन सभी चीजों से इन सेवाओं के अलावा निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली क्रेडिट की बिक्री के बिलों में छूट मिलती है अब हम सार्वजनिक जमा के बारे में जल्दी से बात करते हैं सार्वजनिक जमा एक और महत्व का स्रोत है जो कह सकते हैं कि कंपनी फंडों की व्यवस्था कर सकती है और वे आम जनता से कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए आमंत्रित कर सकते हैं और जो लोग इच्छुक निवेशक हैं जो निर्माण क्षेत्र की फर्मों के साथ अल्पकालिक जमा में निवेश करने या निवेश करने के इच्छुक हैं वे जमा कर सकते हैं ब्याज कमा सकते हैं और उसके बाद कह सकते हैं कि 1 साल की अवधि के लिए इन जमाओं को उधारकर्ताओं द्वारा वापस जमाकर्ताओं द्वारा भुनाया जाना है लेकिन यहाँ फिर से यहाँ बात यह है कि यहाँ जमाकर्ता किसी भी तरह की जमानत किसी भी प्रकार की उधार लेने वाली कंपनी से नहीं माँग सकता है इसलिए वे असुरक्षित जमा हैं और भारत में अवधि 6 महीने से लेकर अधिकतम 3 साल तक है 3 साल के बाद अधिकतम यह उधारकर्ता कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं को वापस किया जाना है और कितनी सार्वजनिक जमा की व्यवस्था की जा सकती है शेयर पूंजी के 25 के बराबर अधिकतम है और उधार लेने वाली कंपनी या विनिर्माण कंपनी के मुक्त भंडार के लिए शायद आपको 3 महीने चाहिए लेकिन शेयर पूंजी जाने के कारण बन रही है इसलिए उन्हें अगले वर्ष के लिए अपनी बजटीय बैलेंस शीट में यह प्रावधान करना होगा कि वे भुगतान उन जमाकर्ताओं के जमाकर्ताओं को वापस कर देंगे जो अगले वर्ष में भुगतान किए जाने के कारण बन रहे हैं फिर फर्म द्वारा सही और निष्पक्ष प्रकटीकरण को आमंत्रित कर रहे हैं तो उन्हें फर्म की एक विस्तृत तस्वीर देनी होगी और जमाकर्ताओं को यहां धन जमा करने से पहले विस्तार से जानना होगा विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों के साथ धन और फिर एक और स्रोत इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट का महत्वपूर्ण स्रोत है भारत में इन दिनों हमारे पास कॉल डिपॉजिटबहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं और कभी कभी फर्म इन फंडों का उपयोग करते हैं यदि वे अधिशेष फंडों के होते हैं तो एक निर्माण फर्म इसे दूसरे को उधार देती है यदि फर्म की कमी है तो वही फर्म अन्य कंपनियों से उधार ले सकती है जिनके पास अधिशेष निधि उपलब्ध है इसलिए इन स्रोतों के अलावा मैंने यहां कुछ स्रोतों को सूचीबद्ध किया है जैसे कि यहां बताया गया है कि हमारे पास शुरुआत में हमारे पास सूची है और अंतर कॉर्पोरेट जमा की सहायता से बाजार में उधार लेने वाली कंपनी द्वारा बेचा जाता है और यह छूट पर बेचा जाता है लेकिन बराबर में भुनाया जाता है इसलिए बिक्री मूल्य और रिडीमिंग मूल्य का अंतर निवेशक को उपलब्ध रिटर्न है तो इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया उपलब्ध है लेकिन यह एक महत्वपूर्ण साधन है जो फर्म को अल्पकालिक वित्त उत्पन्न करने के लिए उपयोग कर सकता है और इन 7 स्रोतों के अलावा हमारे पास एक और वित्तीय स्रोत है वित्तीय व्युत्पत्ति सामान्य रूप से 2 श्रेणियों में से एक है ब्याज दर स्वैप कुछ ऐसा होता है कि जब 1 देश में 2 फर्म या 2 अलग अलग देशों में 2 फर्में जब करीब आती हैं और वित्तीय लागत को कम करने में एक दूसरे की मदद करती हैं यदि यह 1 देश के भीतर है तो यहां 2 फर्में हो सकती हैं और वहां हम बैंक लेकर आए हैं जो दोनों कंपनियों के लिए एक सामान्य बैंक है उदाहरण के लिए एक फर्म है जो अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को ब्याज की निश्चित दर पर पूरा करने के लिए अल्पकालिक वित्त उधार लेना चाहते हैं लेकिन उस बैंक को लोन देने के लिए अभिरुचि के परिवर्तनीय दर पर नहीं चाहिए एक अन्य फर्म है जो ब्याज की परिवर्तनीय दर पर धनराशि उधार लेना चाहती है लेकिन बैंक निर्धारित ब्याज दर पर धनराशि देने के लिए तैयार है तो इसका मतलब है कि दोनों कंपनियों के लिए एक समस्या है तो क्या होगा बैंक दोनों फर्मों को जानता है इसलिए बैंक उन्हें करीब लाएगा और बैंक उन्हें सलाह देगा कि आप उस निश्चित ऋण पर उधार लेना चाहते हैं जो हम आपको चर पर देना चाहते हैं तो आप उधार लेते हैं मैंने कहा है कि ब्याज की परिवर्तनीय दर है और दूसरा वह है जो आप उस चर पर उधार लेना चाहते हैं जो हम आपको ब्याज दर पर देना चाहते हैं यदि आप हमसे निर्धारित ब्याज दर पर उधार लेते हैं और फिर आप दोनों ही ब्याज को सही तरीके से स्वैप करते हैं तो इसका मतलब है कि जो फर्म ब्याज की परिवर्तनीय दर पर धनराशि उधार लेना चाहते हैं उस फर्म को ब्याज की चर दर पर धनराशि मिल गई है और जो फर्म ब्याज की निश्चित दर पर उधार लेना चाहते हैं उस फर्म को निश्चित ब्याज दर पर धनराशि मिलती है इसलिए बैंक की आवश्यकता भी पूरी होती है उधारकर्ता की आवश्यकता भी पूरी होती है और निधि भी समान होती है तो इनको ब्याज दर स्वैप कहा जाता है फिर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को बैंकों वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को बेचा जाता है और मूल रूप से उधारकर्ता के लिए और बैंक के लिए भी ब्याज दरों की रक्षा करना है उदाहरण के लिए बाजार में अस्थिर ब्याज दरों में वृद्धि नीचे आने की उम्मीद है तो उस मामले में कुछ मामलों में बैंक भी मुसीबत में हैं और कर्जदार भी मुश्किल में हैं तो ऐसा क्या होता है कि बैंक के साथ साथ उधारकर्ता बैंक के हितों की रक्षा के लिए उधारकर्ता को एक अग्रेषित दर समझौते की पेशकश कर सकता है जो ठीक है हम कह रहे हैं कि आपको धनराशि उधार देनी होगी लेकिन ब्याज चर या शायद ब्याज की सुरक्षा के लिए उदाहरण के लिए क्योंकि ब्याज परिवर्तनीय है और समय की अवधि में ब्याज दरें नीचे जाती हैं और उधारकर्ता ने उधार लिया है और ब्याज की फिक्स दरभी हो सकता है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं और बैंकर उधारकर्ताओं को कम ब्याज दर पर उधार देते हैं तो बैंक कम ब्याज दर अर्जित करेंगे तो इस मामले में वे क्या करेंगे कि वे आज फर्म को ऋण देंगे और वे एफआरए को सामान्य रूप से ब्याज दरों को तय करेंगे उदाहरण के लिए यदि बैंक ने किसी विशेष ब्याज दर पर ऋण दिया है और कल उदाहरण के लिए ब्याज दर बढ़ती है तो क्या होगा फर्म बैंक को भुगतान करेगा ब्याज की बढ़ी हुई दर लेकिन बैंक बढ़े हुए हिस्से को वापस कर देगा क्योंकि ब्याज दर परिवर्तनीय है यह तय नहीं है इसलिए यदि ब्याज दर ऊपर की ओर बढ़ रही है तो क्या होगा उधार ली गई फर्म 8 है लेकिन आज ब्याज दर 12 हो गई है इसलिए बैंक 12 चार्ज करेगा तो बैंक को फर्म से 12 प्राप्त होगा लेकिन क्योंकि फर्म एफआरए खरीदा जाता है इसलिए बैंक बाद में फर्म को 4 वापस कर देगा लेकिन फर्म को कुल 12 जमा करना पड़ता है रिवर्स हो सकता है कि बैंक ने 12 पर उधार दिया है लेकिन ब्याज की दर अब 8 कहने के लिए नीचे चली गई है तो क्या होगा क्योंकि ब्याज की परिवर्तनीय दर इसलिए उधारकर्ता बैंक को 8 वापस भुगतान करेगा तो बैंक को 4 की हानि होती है तो ऐसा क्या होगा कि उधारकर्ता बैंक को केवल 8 का भुगतान करेगा और वे 4 की अतिरिक्त राशि का भुगतान करके बैंक को 4 के नुकसान की भरपाई करेंगे तो एक तरह से कि ब्याज दरें उधारकर्ता के लिए भी और बैंक के लिए भी लॉक की आवश्यकताएं और वे अपने व्यापार को सुचारू रूप से चला सकते हैं इसलिए विस्तृत परामर्श के लिए और यदि आप इन स्रोतों के बारे में सीखना चाहते हैं और कुछ विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं तो इनका विस्तृत विवरण आप फिर से रखना चाहते हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पुस्तक जो कि ऋषिकेश भट्टाचार्य द्वारा इसकी प्रेंटिस पब्लिशिंग में पूंजी प्रबंधन का कार्य कर रही है आप पुस्तक पढ़ते हैं पुस्तक को पढ़ते हैं और आपको उस पुस्तक में बैंक वित्त सहित में सीखा है वह वास्तव में समृद्ध उपयोगी और वास्तव में आपके लिए मूल्यवान है मैं यहां रुकता हूं बहुत बहुत धन्यवाद